इस मॉड्यूल में आपका स्वागत है और इस में हम एक इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर को देखेंगे इसलिए यदि आपको याद है पिछले मॉड्यूल में हमने डिफ़्रेंसियल एम्पलीफायर देखा है और एक डिफ़्रेंसियल एम्पलीफायर का उपयोग यह समझने के लिए किया गया था कि हम जो वोल्टेज लागू करते हैं उसका अंतर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और हम अंतर वोल्टेज के सिग्नल को कैसे बढ़ा सकते हैं लेकिन क्या होगा अगर मुझे लोडिंग प्रभाव को हटाना है या क्या होगा यदि मैं सेंसर लागू करना चाहता हूं व्हीटस्टोन ब्रिज के संदर्भ में और आउटपुट पर सिग्नल देखता हूं तो चलिए सर्किट देखते हैं और समझते हैं कि वास्तव में इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर क्या है और कैसे हम एक डिफ़्रेंसियल एम्पलीफायर बना सकते हैं या हम एक डिफ़्रेंसियल एम्पलीफायर को इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर में बदल सकते हैं अब हम जो देखते हैं वह इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर है यह डिफ़्रेंसियल एम्पलीफायरों के समान एक क्लोज़ लूप डिवाइस के अलावा कुछ भी नहीं है अब इस डिफ़्रेंसियल एम्पलीफायर में लाभ और अतिरिक्त इनपुट बफ़र सेट करें यह वोल्टेज फॉलोअर है लेकिन प्रतिरोध भी हैं जो सिग्नल को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है इसका मतलब है कि यह डिफ़्रेंसियल इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर फेब्रिकेट किया जा सकता है या डिफ़्रेंसियल एम्पलीफायर को बफ़र्स के साथ संलग्न या इंटिग्रेट करके या नाॅन इनवर्टिंग एम्पलीफायर के साथ बनाया जा सकता है ठीक है तो इसका लाभ एक इंटर्नल एक्सटर्नल प्रतिरोधों द्वारा सटीक रूप से निर्धारित किया जा सकता है अतिरिक्त इनपुट बफर स्टेज़ों को जोड़ने से पूर्ववर्ती स्टेज के साथ एम्पलीफायर का मिलान करना आसान हो जाता है हम यह पहले से ही जानते हैं है ना क्या होगा कि अगर मैं वोल्टेज फॉलोअर का उपयोग करता हूं तो लोडिंग होगी नगण्य इसका मतलब यह है कि अगर मैं अपने वोल्टेज फॉलोअर का उपयोग करता हूं तो मैं पिछले स्टेज की प्रतिबाधा के साथ डिफ़्रेंसियल एम्पलीफायर को मिला सकता हूं इस कारण इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर को अधिक मात्रा में नॉइज़ की उपस्थिति में एक निम्न स्तर सिग्नल के सिग्नल कंडीशनर के रूप में ऑप्टिमाइज़ किया जा सकता है इसका मतलब यह है कि अगर मेरे पास विशाल नॉइज़ की उपस्थिति में एक छोटा सिग्नल है तो क्या मैं विशाल नॉइज़ की उपस्थिति में भी इस जानकारी को प्राप्त कर सकता हूं इंस्ट्रूमेंट एम्पलीफायर डिफ़्रेंसियल एम्पलीफायर की तरह एक क्लोज़ लूप डिवाइस है लेकिन ध्यान से लाभ 1 सेट करें दूसरा लाभ एक आंतरिक बाहरी प्रतिरोधों द्वारा सटीक रूप से सेट किया जा सकता है तीसरा इनपुट बफर स्टेज़ों को जोड़ने से पूर्ववर्ती स्टेज के साथ एम्पलीफायर का मिलान करना आसान हो जाता है और चौथा यह इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर को अधिक मात्रा में नॉइज़ की उपस्थिति में एक निम्न स्तर सिग्नल के सिग्नल कंडीशनर के रूप में ऑप्टिमाइज़ करने की अनुमति देता है तो उच्च कॉमन मोड रिजेक्शन बड़े कॉमन मोड प्रभाव और नॉइज़ में दफन संकेतों को पुनर्प्राप्त करने में एम्पलीफायर को बहुत उपयोगी बनाती है अब आप सभी को याद है CMRR क्या है कॉमन मोड रिजेक्शन अनुपात हम पहले से ही सिद्धांत वर्ग में देख चुके हैं CMRR कुछ भी नहीं है लेकिन डिफ़्रेंसियल लाभ कॉमन मोड लाभ ADACM है इसलिए अगर मैं यह समझना चाहता हूं कि CMRR को बहुत अधिक क्यों होना चाहिए इस का मतलब है कि सिग्नल टू नॉइज़ अनुपात बहुत अधिक है इसका मतलब है मैं छोटे सिग्नल को विशाल नॉइज़ की उपस्थिति में माप सकता हूं इसलिए अगर मेरे पास एक सिग्नल है और बहुत अधिक नॉइज़ की उपस्थिति है तो मैं इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर का उपयोग कैसे कर सकता हूं इसलिए आप उस चीख को नॉइज़ समझिए और जो कुछ भी मैं बोल रहा हूं उसे सिग्नल समझिए क्या आप नॉइज़ को कम करके इस सिग्नल को निकाल सकते हैं यदि ऐसा है तो इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर एक अत्यंत महत्वपूर्ण सर्किट है ठीक है उदाहरण के लिए यदि कोई भीड़ है जो तेज़ आवाज़ में बोल रही है और अचानक एक व्यक्ति कोई दूसरी बात बोल रहा है तो आप तेज़ आवाज़ में सुन नहीं सकते तो विशाल नॉइज़ की उपस्थिति में यह एक छोटा सिग्नल है क्या आप नॉइज़ को कम कर सकते हैं और सिग्नल बढ़ा सकते हैं क्या आप सिग्नल को बढ़ा सकते हैं यदि आप एक इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर का उपयोग करते हैं तो आप इस विशेष चीज़ को कर सकते हैं इससे इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायरों को अधिक मात्रा में नॉइज़ की उपस्थिति में एक निम्न स्तर सिग्नल के सिग्नल कंडीशनर के रूप में ऑप्टिमाइज़ करने की अनुमति मिलती है ठीक हो सकता है कि आप ध्वनि के संदर्भ में बहुत स्पष्ट रूप से समझने में सक्षम न हों लेकिन यदि आप हैं तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि यदि कोई सिग्नल है और यदि कोई नॉइज़ है तो एक इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर की मदद से इस नॉइज़ से संकेतों को निकालना आसान है अब उच्च कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो इस एम्पलीफायर को छोटे संकेतों को पुन प्राप्त करने में बहुत उपयोगी बनाता है आउटपुट वोल्टेज है Vout R4R3 इसलिए यदि आप इस विशेष सर्किट को देखते हैं तो Vout एक डिफ़्रेंसियल एम्पलीफायर है अब R2 और R1 की क्या भूमिका है यदि मैं इस विशेष फैशन में जोड़ता हूं तो मुझे लाभ 12R2R1 मिला यह लाभ इस विशेष रूप से वोल्टेज फॉलोअर सर्किट से आता है लेकिन आप जब भी ऐसा सर्किट देखेंगे जहां आप R2 और R1 की उपेक्षा कर रहे हैं शायद ही कभी बफर के रूप में कनेक्ट होते हैं ठीक है और हम व्यावहारिक दृष्टिकोण से इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर को समझते हैं इसलिए अगर मुझे इस विशेष मामले में इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर दिखाई देता है तो हम क्या देखते हैं हमने इस विशेष सर्किट को पहले से ही सही देखा है इसका मतलब है यहाँ एक व्हीटस्टोन ब्रिज है और 4 प्रतिरोधक हैं है ना व्हीटस्टोन ब्रिज का आउटपुट बफर को दिया जाता है और फिर यह डिफ़्रेंसियल एम्पलीफायर से जुड़ा है है ना तो अब अगर मैं बफर को कनेक्ट नहीं करता हूं तो क्या होगा लोडिंग प्रभाव दिखेगा इसलिए मैं बफर को डिफरेंशियल एम्पलीफायर से जोड़ रहा हूं इससे यह इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर बन जाएगा तो आइए हम यह समझें कि कैसे हम इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर के लाभ को समझने के लिए सर्किट का उपयोग कर सकते हैं उद्देश्य एक इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर के लाभ की गणना करना है यह आज के लिए हमारा उद्देश्य है पहले सर्किट को कनेक्ट करिए जैसा फिगर 12 में दिखाया गया है फिर V1 पर 1V पीक टू पीक साइन वेव लगाए और V2 1V पीक टू पीक साइन वेव लगाए Vout को देखिए और नीचे दी गई तालिका में पीक टू पीक वोल्टेज को नोट कीजिए तो हम V1 V2 और Vout को मापेंगे और उस से हम डिफ़्रेंसियल लाभ को माप सकते हैं ठीक है फिर हम उच्च मूल्यों और निचले मूल्यों के लिए प्रयोग को दोहरा सकते हैं तो हम देखते हैं कि हम सर्किट बोर्ड पर इस विशेष प्रयोग को कैसे कर सकते हैं डिफ़्रेंसियल इंस्ट्रुमेंटेशन एम्पलीफायर के इनपुट पर 2 वोल्टेज लगाए जैसा मैंने कहा कि इंस्ट्रूमेंट एम्पलीफायर कुछ भी नहीं है बल्कि इसमें आपके डिफ़्रेंसियल एम्पलीफायर के साथ बफर जुड़ा या इंटीग्रेटेड होता है तो हम इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर पर इनपुट वोल्टेज लगाते हैं अब हम पहले से ही ऑपरेशन एम्पलीफायर के लिए बायस वोल्टेज लागू चुके हम इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर पर वोल्टेज V1 और वोल्टेज V2 लगाते हैं लेकिन इससे पहले हम इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर में वोल्टेज V1 और V2 लागू करें हमें इस वोल्टेज को फ़ंक्शन जेनरेटर में समायोजित करना होगा अब डिफ़्रेंसियल एम्पलीफायर पर पहला वोल्टेज लागू करते हैं तो हम 2 वोल्टेज V1 और V2 लागू करेंगे Refer Time 1238 आप क्रमशः 1 वोल्ट और 2 वोल्ट लगा सकते हैं ठीक है तो आप फ़ंक्शन जेनरेटर देखते हैं यहाँ 1V और 2V है फ्रीक्वेंसी एक किलोहर्ट्ज़ पर सेट की जाती है फेज़ 0 है ऑफसेट 0 है और अब हम यह जाँचने के लिए फिर से कनेक्ट कर रहे हैं कि क्या यह 1 वोल्ट या 2 वोल्ट है ऑसिलोस्कोप के साथ ग्राउंड के साथ ग्राउंड फेज़ के साथ फेज़ या सिग्नल के साथ सिग्नल अब बफ़र V1 और V2 पर सीधे लागू वोल्टेज को समझें आउटपुट वोल्टेज Vout आप देखेंगे कि उसने इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर के आउटपुट को ऑसिलोस्कोप से जोड़ा है और अगर आप देखें तो आउटपुट 104 वोल्ट है तो चलिए स्क्रीन पर आउटपुट लिखते हैं हम आउटपुट को 104 वोल्ट लिखेंगे तो मैं लिखता हूं 104 104 तो मेरा लाभ जो मैंने गणना किया है वह 104 के अलावा और कुछ नहीं है ठीक है तो इस तरह आप बफर के साथ इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर का उपयोग कर सकते हैं है ना अब क्या होगा अगर मैं सीधे पोटेंशियल डिवाइडर आउटपुट को कनेक्ट करूँ और देखें कि V1 और V2 के बीच वोल्टेज अंतर क्या है तो पहले मैं व्हीटस्टोन ब्रिज के आउटपुट पर वोल्टेज को माप रहा हूं तो मुझे व्हीटस्टोन ब्रिज वोल्टेज पर लागू करना था और अगर व्हीटस्टोन ब्रिज को ठीक से ट्यून किया जाता है तो मेरा आउटपुट वोल्टेज 0 होगा है ना आउटपुट वोल्टेज 0 होगा यदि आप फिर से देखते हैं कि वह क्या कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है तो वह व्हीटस्टोन ब्रिज को वोल्टेज सप्लाई से जोड़ने की कोशिश कर रहा है और हमें आउटपुट के 0 वोल्ट होने की उम्मीद करनी चाहिए तो वह व्हीटस्टोन ब्रिज पर सप्लाई वोल्टेज लागू कर रहा है और वोल्टेज लगभग 5 वोल्ट है और फिर उसे व्हीटस्टोन ब्रिज के आउटपुट पर वोल्टेज को मापना होगा और वोल्टेज 0 के करीब होना चाहिए वोल्टेज करीब 54 मिलीवोल्ट है अब यह वोल्टेज वह बफर में यानी 54 मिलीवोल्ट बफर पर 2 बफ़र पर लगाता है और वह इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर के फाइनल आउटपुट को माप रहा है फिर हमें इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर का आउटपुट 426 मिलीवोल्ट मिलता है तो वहाँ एक अंतर है है ना इसमे अंतर है ये अंतर क्यों है इसका पता खुद लगाएँ चित्र में दिखाए अनुसार सर्किट को कनेक्ट करें यहां R2 एक शॉर्ट सर्किट है R1 ओपन सर्किट है अब V1 पर 1 किलोहर्ट्ज़ और 1 वोल्ट पीक टू पीक साइन वेव लगाएँ V2 पर किलोहर्ट्ज़ और 2 वोल्ट पीक टू पीक साइन वेव लगाएँ Vout का निरीक्षण करें और पीक टू पीक वोल्टेज पर नोट करें उच्च और निम्न आयामों के लिए प्रयोग को दोहराएं और अवलोकन नोट करें इसलिए हमने उच्च और निम्न आयाम नहीं देखे हैं लेकिन हमने वास्तव में वोल्टेज देखा है जब हमने इनपुट V1 और V2 में सीधे लगाया था और हमने देखा है कि जब यह पोटेंशियल डिवाइडर या व्हीटस्टोन ब्रिज के माध्यम से जुड़ा हुआ है तो Vout क्या है तो हम जल्दी से देखते हैं अगर हम वोल्टेज बदलते हैं इसका मतलब है कि अगर हम आयाम कम करते हैं तो क्या होगा अब V1 पर 05 वोल्ट और V2 पर 1 वोल्ट लागू करते हैं हम चैनल 2 से 55 वोल्ट देख सकते हैं उसे यह देखना होगा कि उसने जो फंक्शन जेनरेटर लगाया है वह 1 वोल्ट का है या नहीं उसे ऑसिलोस्कोप पर चेक करना होगा यह पीक टू पीक 104 वोल्ट है इस तरह आप इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर के लाभ को माप सकते हैं आपको इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर को समझना होगा क्योंकि यह बड़ी संख्या में सर्किट में उपयोग किया जाता है और यहाँ हमें फिर से एक इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर के लाभ की गणना करनी थी लेकिन यहाँ अगर आप देखें तो थोड़ा बदलाव है यहां हम उसी सर्किट पर विचार करते हैं जिसका उपयोग हमने सिद्धांत को समझने के लिए किया है R2 के बजाय आपके पास Rg है यहाँ लाभ यह है कि आप पोटेंशियोमीटर को बदलते हुए लाभ को बदल सकते हैं V1 पर 1V पीक टू पीक और 1 किलोहर्ट्ज़ साइन वेव और V2 पर 2V पर लागू करें Vout को देखें और नीचे दी गई तालिका में पीक टू पीक वैल्यु को नोट करें तालिका में देखे गए लाभ की गणना करें और सैद्धांतिक लाभ के साथ तुलना करें तो यह एक 100k पोटेंशियोमीटर है यहां पोटेंशियोमीटर में 3 टर्मिनल हैं आप 2 टर्मिनल का उपयोग कर सकते हैं और तीसरे टर्मिनल को ग्राउंड कर सकते हैं या 2 टर्मिनल को आप शॉर्ट कर सकते हैं और एक टर्मिनल का उपयोग कर सकते हैं यदि आप घुंडी को बदलते हैं तो प्रतिरोध की वैल्यु बदल जाती है मैं इसे दक्षिणावर्त या क्लॉकवाइज और एंटीक्लॉकवाइज उपयोग कर सकता हूं उसकी क्षमता से परे जाने की कोशिश न करें इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पर किसी भी अतिरिक्त बल न लगाएँ वह घुंडी घुमा रहा है और आप प्रतिरोध में बदलाव देख सकते हैं तो चलिए अब पोटेंशियोमीटर के मान को समायोजित करते हैं और वोल्टेज V1 और V2 को लागू करते हैं जब भी आप पोटेंशियोमीटर के प्रतिरोध को मापना चाहते हैं तो इसे सर्किट से जोड़ा नहीं जा सकता है आपको पोटेंशियोमीटर को डिस्कनेक्ट करने की आवश्यकता है क्योंकि तब अन्य पैरामीटर प्रभावी हो जाएंगे और आपको वास्तविक प्रतिरोध नहीं मिलेगा आप देख सकते हैं कि चैनल 1 पर 1 वोल्ट है चैनल 2 पर 2 वोल्ट है यह हम इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर के इनपुट पर लगा रहे हैं क्या आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं एक इनपुट पर 1 वोल्ट और दूसरे पर 2 वोल्ट है और अब हम आउटपुट को मापने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है हम इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर के आउटपुट को मापने की कोशिश कर रहे हैं हम इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर के आउटपुट को ऑसिलोस्कोप से जोड़कर माप सकते हैं ऑपरेशन एम्पलीफायर सर्किट में बायस वोल्टेज लागू करने के लिए मत भूलना इसलिए हमने 15V लागू किया था ग्राउंड से ग्राउंड अब वह इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर के आउटपुट को ऑसिलोस्कोप से जोड़ रहा है और एक बार जब वह इसे जोड़ता है तो हम ऑसिलोस्कोप पर इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर के आउटपुट को देख सकते हैं हम देखते हैं कि इस विशेष इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर का आउटपुट 134 वोल्ट है यह फ़ीडबैक प्रतिरोधों पर निर्भर करता है इसलिए जब आप सभी मानों को एक साथ रखते हैं तो आप पाएंगे कि आउटपुट वोल्टेज जो हमें हमारे प्रयोगों में मिला है उसके करीब है और आप यह भी समझ सकते हैं कि हम लाभ को बदल सकते हैं क्योंकि यहाँ लाभ अत्यंत अधिक है तो हमें पोटेंशियोमीटर को बदलना होगा आप यहां देख रहे हैं कि पोटेंशियोमीटर लाभ बहुत अधिक है और यही कारण है कि आप देख सकते हैं कि आउटपुट 134 है जो आपके बायसिंग वोल्टेज के बहुत करीब है यदि हम लाभ कम करते हैं तो हम वोल्टेज में बदलाव देख पाएंगे लेकिन अभी के लिए यह ठीक है इसके बारे में अभी चिंता न करें हमें केवल यह समझने दें कि यदि आप इस विशेष कॉन्फ़िगरेशन में डिफ़्रेंसियल एम्पलीफायर का उपयोग बफर के साथ करते हैं तो यह इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर बन जाता है इसलिए यदि आप बफर के साथ एम्पलीफायर का उपयोग करते हैं तो इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर बन जाता है यदि आप इस विशेष सर्किट का उपयोग करते हैं तो यह अलग अलग लाभ मिलेगा आप लाभ को बदल सकते हैं इस बफर की भूमिका लोडिंग प्रभाव को कम करने के लिए है यहां डीन कामेन का एक और उद्धरण है जिसमें वे कहते हैं कि हर कुछ दिनों में एक नई तकनीक या एक समस्या या एक बड़ा विचार एक नवाचार में बदल जाता है और फिर हम Rg जो एक पोटेंशियोमीटर है का मूल्य बदलकर इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर के लाभ को बदल सकते हैं 3 टर्मिनल हैं आप पोटेंशियोमीटर का उपयोग करके प्रतिरोध को 0 से 100 किलो ओम तक बदल सकते हैं तो पोटेंशियोमीटर का उपयोग करके आप वोल्टेज को बदल सकते हैं आप इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर के लाभ को भी बदल सकते हैं इसलिए अगले मॉड्यूल में हम ऑपरेशनल एम्पलीफायरों के अन्य अनुप्रयोगों को देखेंगे ध्यान रखना और मैं आपको अगले मॉड्यूल में देखूँगा धन्यवाद